फूरियरFouriers सिद्धांत के समान जो कन्डक्शन और स्थानीय तापमान प्रवणता के कारण प्रवाह के बीच संवैधानिक संबंध है न्यूटन सिद्धांत कूलिंग एक ठोस प्रणाली से ऊष्मा परिवहन के लिए संवैधानिक संबंध है जहां कन्डक्शन अंदर ऊष्मा परिवहन का तरीका है और एक ठोस के बाहर कन्वेक्शन है इसका वर्णन करने का तरीका मान लीजिए कि हमारे यहां कोई ठोस है और कुछ फ्लूअड पदार्थ है जो इस ठोस के ऊपर से बह रहा है यह x बराबर 0 है एक निश्चित वेग V से बह रहा होगा हम इसके बारे में और भी बहुत कुछ देखेंगे जब हम कन्वेक्शन विषय पर चर्चा करेंगे लगभग 10 व्याख्यान हो सकते हैं अब से 10 15 व्याख्यान और एक परिवहन गुणांक h हो सकता है अब हमें ऊष्मा परिवहन गुणांक को परिभाषित करना है और ऐसे गुणांक को परिभाषित करने का कारण यह है कि ध्यान दें कि यहां विभिन्न चरणों में ऊष्मा परिवहन है यहाँ यह एक ठोस है और यह एक फ्लूअड है तो आपके पास विभिन्न चरणों में परिवहन है और हमें गुणांक के कुछ भाग को परिभाषित करने की आवश्यकता है वह एक काल्पनिक गुणांक है और हम वास्तव में देखेंगे कि इन गुणांकों का अनुमान कैसे लगाया जाए ठीक है यह सुविधा के उद्देश्यों के लिए है इस तरह के एक गुणांक का वर्णन किया गया है और इसलिए न्यूटन सिद्धांत कूलिंगNewton's law cooling बस यह कहता है कि q अभाज्य x पर शून्य के बराबर है जो कि x के बराबर शून्य है ऊष्मा परिवहन गुणांक h के बराबर होना चाहिए और मान लीजिए कि मैं मान लेता हूं कि यहां का तापमान T अनंत है और यदि तापमान अंदर यदि यह तापमान सीमा पर तापमान से अधिक है यह सतह का तापमान है तो यदि मैं यह मान लूं कि फ्लूअड का तापमान ठोस तापमान से अधिक है जिसका अर्थ है कि ऊष्मा को फ्लूअड से ठोस में ले जाया जाता है तो कोई प्रवाह को T अनंत माइनस Ts के रूप में परिभाषित कर सकता है जो मूल रूप से x शून्य के बराबर है यही न्यूटन सिद्धांत कूलिंग है और इसलिए अगर मैं इसे अपनी तीसरी सीमा की स्थिति में प्लग करता हूं और माइनस k dTdx पर x बराबर शून्य के बराबर ऊष्मा अन्तरण गुणांक को T इन्फिनिटी माइनस Ts में प्राप्त करता हूं या आप कह सकते हैं कि x पर T शून्य के बराबर है यह प्रवणता इसका ख्याल रखेगा ध्यान दें कि जब T अनंत Ts से कम है तो आपके पास एक प्रोफ़ाइल होगी जो अलग है मान लीजिए कि यदि T अनंत Ts से बड़ा है तो आपके पास एक प्रोफ़ाइल होगी जो इस तरह दिखती है ठीक है क्योंकि वहाँ ऊष्मा है जो फ्लूअड से ठोस में जा रही है अब मान लीजिए कि यदि T अनंत Ts से कम है तो हमारे पास एक अलग प्रोफ़ाइल होगी तो प्रवणता चिह्न की देखभाल करेगा चाहे वह T अनंत होT से अधिक या कम हो तो यह एक सामान्य रूप है भले ही T इन्फिनिटी माइनस Ts का चिन्ह कुछ भी हो क्योंकि प्रवणता वह है जो यह निर्धारित करने वाला है कि चिन्ह क्या होने वाला है और आपको यह भी ध्यान देना चाहिए यहां यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि यह ढाल ठोस के अंदर प्रवाह का वर्णन करती है और यह सूत्र यहाँ ठोस के ठीक बाहर प्रवाह को निरूपित करता है तो यह ठोस के अंदर ऊष्मा परिवहन के प्रवाह और ठोस के ठीक बाहर ऊष्मा परिवहन के प्रवाह के बीच संतुलन है तो यह संतुलन वास्तव में आता है क्योंकि हम मानते हैं कि तापमान निरंतर है यह एक निरंतर चर है चूंकि यह एक निरंतर चर है इसलिए तापमान में क्रमिक परिवर्तन होना चाहिए और अगर गणितीय रूप से इसका हिसाब लगाने का तरीका यह है कि प्रवणता को बराबर होना चाहिए इस तरह आप यह सुनिश्चित करते हैं कि तापमान एक निरंतर परिवर्तनशील है यानी यह सीमा बिंदु पर बिना किसी छलांग के लगातार बदलता रहता है इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि यह संतुलन कैसे बनता है आप बहुत बार देखेंगे बस इस पाठ्यक्रम में भविष्य में प्रतिक्रिया इंजीनियरिंग आदि के कई अन्य पाठ्यक्रमों में आप देखेंगे कि सीमा पर इस प्रकार के प्रवाह संतुलन चित्र में आएंगे आइए एक विशिष्ट उदाहरण लेते हैं मान लीजिए कि हम एक आयामी स्थिर अवस्था कन्डक्शन प्रक्रिया से शुरू करते हैं हम एक साधारण एक आयामी कन्डक्शन से शुरू करते हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास एक स्लैब है तो वह एक स्लैब है और हम मानते हैं कि यह एक आयामी है तो मान लीजिए कि कन्डक्शन प्रक्रिया x दिशा में है और यदि आप मान लें कि यह तापमान अक्ष है यदि यहां तापमान T 2 है और मान लें कि यहां तापमान T 1 और T 2 है शून्य के बराबर x के लिए तापमान T 1 है और x बराबर है l तापमान T 2 है तो क्या है इसके लिए ऊर्जा संतुलन तो ध्यान रखें कि सामान्य ऊर्जा संतुलन हमें हमेशा सामान्य ढांचे को देखने की कोशिश करनी चाहिए डेल वर्ग T प्लस q डॉटk बराबर rho c pk गुणा dTdt है तो आप हमेशा सामान्य ऊर्जा संतुलन से शुरू कर सकते हैं तो हमने कहा कि यह एक स्थिर अवस्था प्रणाली है तो समय व्युत्पन्न शून्य हो जाता है तो dTdt शून्य है क्योंकि यह एक स्थिर अवस्था प्रणाली है हम स्थिर अवस्था की समस्या पर विचार कर रहे हैं और फिर हमने कहा कि यह एक आयामी प्रणाली है जिसका अर्थ है कि लैपलासीन बस x दिशा में है d वर्ग Td x वर्ग है और मान लीजिए कि यदि आप यह भी मान लेते हैं कि q डॉट शून्य है अर्थात प्रणाली के अंदर कोई ऊर्जा उत्पादन या हानि नहीं है चाहे कुछ भी हो और q डॉट भी शून्य के बराबर है ये हमारे द्वारा की गई कुछ धारणाओं का तत्काल अनुवाद हैं और इसके आधार पर हम एक साधारण मॉडल लिख सकते हैं यह k गुणा d वर्ग T dx वर्ग बराबर शून्य होगा यह उस प्रणाली के लिए सरल मॉडल समीकरण है जिस पर हमने विचार किया है जहां यह 1 डी स्थिर अवस्था कन्डक्शन है जिसमें कोई ताप उत्पादनऊष्मा हानि नहीं होती है सीमा की शर्तें क्या हैं तो x बराबर शून्य पर T1 के बराबर और T पर x बराबर l बराबर T2 है क्या मैं इस समीकरण को हल कर सकता हूँ बेशक हाँ हमने यह किया है यह कोई बड़ी बात नहीं है तो तापमान T2 माइनस T1 गुणा xL प्लस T1 द्वारा दिया जाता है यानी तापमान T2 माइनस T1 गुणा xL प्लस T1 है तो वह समाधान है बहुत मामूली अगर आपको यह समझ में नहीं आया कि यह कैसे होता है तो आपको घर जाकर इसे हल करने का प्रयास करना चाहिए और समाधान प्राप्त करना चाहिए इसे प्राप्त करना बहुत आसान है तो अब हम यह जानना चाहते हैं कि ऊष्मा अन्तरण दर क्या है हम यह पता लगाना चाहते हैं कि इस प्रणाली के लिए किस दर पर ऊष्मा स्थानांतरित की जा रही है तो याद रखें कि पिछले व्याख्यान में मैंने उल्लेख किया था कि ऊष्मा अन्तरण दर कन्डक्शन के माध्यम से ऊष्मा के परिवहन का मात्रात्मक विवरण है और सामान्य तौर पर यह किसी भी ऊष्मा परिवहन प्रक्रिया के लिए मात्रात्मक विवरण है तो आपको यह पता लगाना होगा कि ऊष्मा अन्तरण दर क्या है और आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आवेदन की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए जब आप एक निश्चित प्रणाली को देख रहे हैं तो कोई यह जानना चाहता है कि कितनी ऊष्मा का परिवहन किया जा रहा है ऊष्मा की मात्रा कितनी है जो प्रणाली एक दीवार या एक छोर पर उत्पन्न करेगा और ऊष्मा की मात्रा क्या है कि मैं दीवार के उस छोर से लेने वाला हूं तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके पास हमेशा होगा जब आप आवेदन के दृष्टिकोण से है लेकिन ऊर्जा वितरण का पता लगाना वास्तव में ऊष्मा अन्तरण दर खोजने की ओर अग्रसर है और इसका पता लगाने का तरीका बहुत आसान है हम जानते हैं कि उष्मा परिवहन का माइनस k क्षेत्र संगत प्रवणता से गुणा किया जाता है तो यह बहुत आसान है ढाल क्या है dTdx है यह T2 माइनस T1 L है माइनस kA गुणा T2 माइनस T1 L से होगा इस ढांचे के साथ हम उस प्रतिरोध को पेश कर सकते हैं जिसे प्रणाली द्वारा पेश किया गया प्रतिरोध कहा जाता है इसलिए हमें उन बिंदुओं में से एक को वापस प्रतिबिंबित करना चाहिए जिन पर हमने कुछ समय पहले चर्चा की थी थर्मल डिफ्यूजन का क्या मतलब है हमने कहा कि 2 प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाएं हो रही हैं एक प्रणाली की ऊष्मा को स्टोर करने की क्षमता है और दूसरा कन्डक्शन के कारण ऊष्मा को परिवहन करने की प्रणाली की क्षमता है तो देखने का एक तरीका वह प्रतिरोध है जो पेश किया जाता है प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाओं में से एक को पकड़ने का एक साफ और सुरुचिपूर्ण तरीका उस प्रक्रिया के लिए उस विशेष प्रणाली द्वारा पेश किए जाने वाले प्रतिरोध की गणना करना है यह वैसा ही है जैसा आपने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या बिजली की कुछ चीजों में देखा होगा जो आपने जेईई से पहले पढ़ी है तो हम यह पता लगा सकते हैं कि कन्डक्शन के प्रति कन्डक्शन के प्रति प्रतिरोध क्या है और इसे परिभाषित करने का तरीका है तो R आम तौर पर एक प्रतीक है जिसे मैं प्रतिरोध के लिए उपयोग करूंगा Rc कन्डक्शन के लिए कभी कभी मैं एक सबस्क्रिप्ट का उपयोग करता हूं कभी कभी मैं नहीं करता लेकिन आम तौर पर R का मतलब प्रतिरोध होता है तो प्रस्तावित प्रतिरोध को केवल डेल्टा T द्वारा उस दर से विभाजित किया जाता है जिस पर उस दिशा में ऊष्मा का परिवहन किया जाता है और वह T1 माइनस T2k गुणा A को L से विभाजित करके दिया जाता है इसलिए मैंने अभी अभी माइनस चिह्न को अंदर लिया है और इसलिए वह कुछ भी नहीं है लेकिन Lk गुणा A है तो थर्मल प्रसार के लिए प्रणाली द्वारा पेश किया जाने वाला प्रतिरोध L kA द्वारा दिया जाता है ध्यान दें कि यह न केवल चालकता है बल्कि ऊष्मा परिवहन की लंबाई और क्षेत्र भी यहां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह कि आप सहज रूप से अनुमान लगाते हैं यदि लंबाई लंबी है तो आपके पास प्रसार होने के लिए लंबी अवधि है यदि लंबाई छोटी है तो आपके पास छोटी अवधि है तो जाहिर है आप उस लंबाई को समझेंगे और क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र एक भूमिका निभाने जा रहा है और यह बात उस मॉडल के विश्लेषण से स्पष्ट रूप से सामने आती है जिसे हमने अभी तक लिखा है तो इसलिए हम इसे आसानी से एक साधारण प्रतिरोध नेटवर्क में बदल सकते हैं हम इसे आसानी से एक प्रतिरोध नेटवर्क में तब्दील कर सकते हैं और इस तरह के नेटवर्क से आप अपने जेईई पूर्व के दिनों से परिचित हैं जहां हम कह सकते हैं कि एक नेटवर्क है और यह आपके प्रणाली की दो सतहों के तापमान से जुड़ा है और नेटवर्क का प्रतिरोध L kA द्वारा दिया जाता है अब हम इसमें एक छोटी सी जटिलता या यों कहें कि इसमें एक छोटा जोड़ जोड़ सकते हैं तो मान लीजिए कि कुछ फ्लूअड पदार्थ है जो दोनों तरफ बह रहा है आइए हम कहें कि मैं इसे गर्म फ्लूअड पदार्थ कहता हूं और मैं इसे ठंडा फ्लूअड पदार्थ कहता हूं और यदि गर्म फ्लूअड का तापमान T अनंत 1 है और ठंडे फ्लूअड का तापमान T अनंत 2 है ठीक है गर्म फ्लूअड से सतह तक ऊष्मा परिवहन के लिए दिया जाने वाला प्रतिरोध क्या होगा हम इसे कैसे ढूंढते हैं हमें उस प्रतिरोध को खोजने की जरूरत है जो गर्म फ्लूअड से ऊष्मीय परिवहन के लिए पेश किया जाता है मान लीजिए कि x पर सतह शून्य के बराबर है हम इसे कैसे ढूंढते हैं यह न्यूटन सिद्धांत कूलिंग द्वारा वर्णित है तो q जो इस स्थान पर ऊष्मा परिवहन की दर को h गुणा A में दिया जाता है जो कि क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र से गुणा किया जाने वाला ऊष्मा परिवहन गुणांक है जो समिति के बाहर T अनंत में है 1 माइनस T पर x के बराबर 0 जो T1 है यह वह दर है जिस पर गर्म फ्लूअड से स्लैब तक ऊष्मा का परिवहन किया जा रहा है और हम प्रतिरोध नेटवर्क अवधारणा का उपयोग कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि यह कन्वेक्शन प्रतिरोध है और वह केवल 1 hA द्वारा दिया जाता है यह देखना बहुत आसान है यह और कुछ नहीं बल्कि T अनंत है 1 माइनस T1 q किया गया है यह देखना बहुत आसान है यह वही सूत्र है जिसका मैंने उपयोग किया है डेल्टा T q से विभाजित किया जाता है h कई चीजों पर निर्भर करता है जैसे प्रवाह वेग फ्लूअड के गुण हम वह सब देखेंगे हम देखेंगे कि h कैसे खोजें अगले 5 मिनट में समझाना बहुत आसान नहीं है तो इस पाठ्यक्रम में लगभग 12 व्याख्यान हैं जो बताते हैं कि वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा आप h का अनुमान लगा सकते हैं तो इसके लिए वास्तव में इतना समय चाहिए हम वास्तव में इसे मिड सेम के आसपास और उसके बाद देखेंगे इसलिए अब हम अब इस प्रतिरोध नेटवर्क को 3 प्रतिरोधों में बढ़ा सकते हैं मान लीजिए कि गर्म फ्लूअड से स्लैब तक ऊष्मा परिवहन गुणांक है तो हम h 1 कहते हैं और स्लैब से ठंडे फ्लूअड पदार्थ तक यदि वह h2 है यदि वह ऊष्मा परिवहन गुणांक है तब हम कह सकते हैं कि गर्म फ्लूअड का तापमान T अनंत 1 है और ऊष्मा परिवहन के लिए प्रस्तावित प्रतिरोध h1A द्वारा एक है और सीमा पर तापमान T 1 है और स्लैब के अंदर ऊष्मा परिवहन के लिए स्लैब द्वारा पेश किया गया प्रतिरोध L kA द्वारा दिया जाता है और सीमा पर तापमान T2 है और इसी तरह यहाँ प्रतिरोध h2 गुणा A में दिया गया है इसलिए हम लगभग पढ़ सकते हैं कि प्रतिरोध क्या हैं तो वह प्रतिरोध विधि की शक्ति है जो आपने अपने विद्युत विषय में सीखी है तो आप हमेशा गुणों को पढ़ सकते हैं और इसे नेटवर्क के संदर्भ में प्रस्तुत कर सकते हैं और कुछ और भी प्यारा है जो आप कर सकते हैं तो यदि यह कुल मात्रा है जिस दर पर ऊष्मा सम्पूर्ण प्रणाली से गर्म फ्लूअड पदार्थ से ठंडे फ्लूअड पदार्थ में स्थानांतरित होती है तो कोई qx को कुल प्रतिरोध के रूप में प्रस्तुत कर सकता है या शायद हमें लिखना चाहिए तो एक यह कह सकता है कि सम्पूर्ण प्रतिरोध केवल कुल तापमान अंतर को स्थानांतरित की जा रही ऊष्मा की कुल मात्रा से विभाजित करके दिया जाता है बहुत आसान कुल प्रतिरोध क्या है यह श्रृंखला में है केवल प्रतिरोधों का योग बहुत साधारण है तो यह 1 h1A प्लस L kA प्लस 1 h2 गुणा A है तो वह सम्पूर्ण प्रतिरोध है जो पूरे प्रणाली द्वारा एक साथ पेश किया जाता है तो यह आपको एक शानदार अवसर देता है तो यदि आप जानते हैं कि मापने योग्य मात्रा क्या है तो यह पहली बार है जब मैं मापने योग्य मात्रा का उपयोग कर रहा हूं जब आप कोई मॉडलिंग कार्य कर रहे हों जब आप गणितीय निरूपण या मॉडल समीकरणों का उपयोग करके किसी प्रणाली का प्रतिनिधित्व कर रहे हों तो आपको हमेशा यह समझना चाहिए कि अवलोकन योग्य मात्राएँ क्या हैं वह क्या है जिसे आप प्रयोगात्मक रूप से माप सकते हैं वह क्या है जिसे आप भौतिक प्रणाली और वास्तविक प्रणाली में माप सकते हैं तो जब भी आपके पास यदि आप गीजर का उदाहरण लें तो आप केवल उस फ्लूअड का तापमान माप सकते हैं जो अंदर आता है और बाहर जाता है तो उपयोग कर सकते हैं क्या हम अपने मॉडल समीकरण लिख सकते हैं और क्या हम अपनी गणितीय अभिव्यक्ति इस तरह से लिख सकते हैं कि हम प्रणाली के गुणों का अनुमान लगाने के लिए अवलोकन योग्य पैरामीटर या अवलोकन योग्य मात्रा का उपयोग करने में सक्षम हैं उदाहरण के लिए यह हो सकता है कि मैं जानना चाहता हूं कि तापमान T 2 क्या है लेकिन मैं बस इतना करता हूं मुझे बस इतना पता है कि मैं केवल बाहरी फ्लूअड पदार्थ के तापमान को माप सकता हूं तो क्या मैं प्रतिरोध नेटवर्क का उपयोग कर सकता हूँ तो इस प्रकार की प्रतिरोध नेटवर्क विधि आपको मापने योग्य मात्रा का उपयोग करने और सामान्य प्रयोगात्मक माप के माध्यम से आपको ज्ञात कुछ मात्राओं को खोजने का एक शानदार अवसर प्रदान करती है इसलिए हम इनमें से कुछ उदाहरण देखने जा रहे हैं अधिकतर अगले व्याख्यान में इसलिए हम इस प्रतिरोध नेटवर्क का थोड़ा और जटिल मामला लेंगे और हम आज के व्याख्यान के लिए इसके साथ समाप्त करेंगे तो आइए हम कम्पोजिट दीवार का अगला उदाहरण लेते हैं कम्पोजिट दीवार तो मान लीजिए कि एक दीवार के बजाय मेरे पास कई दीवारें हैं जो एक दूसरे के बगल में खड़ी हैं और यह एक बहुत ही सामान्य बात है जिसे आप एक इंसुलेटिंग प्रणाली में देखेंगे तो मान लीजिए यदि आपके पास एक इन्सुलेटर है तो आमतौर पर इसे विभिन्न दीवारों के साथ रखा जाता है और उनमें से प्रत्येक की अलग अलग चालकता होती है कई दीवारों के साथ प्रणाली को डिजाइन करना बहुत आम है जिसमें वास्तव में अलग अलग गुण होते हैं तो आपके पास k1 k2 और k3 हो सकते हैं इनमें से प्रत्येक की अलग अलग चालकता हो सकती है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आप एक निश्चित सामग्री चाहते हैं जो गर्म फ्लूअड पदार्थ के संपर्क में है लेकिन आप दूसरी सामग्री नहीं चाहते हैं जिसमें गर्म फ्लूअड पदार्थ के संपर्क में आने के लिए बेहतर चालकता हो क्योंकि फ्लूअड पदार्थ के साथ कुछ प्रतिक्रियाशीलता हो सकती है तो इससे बचने के लिए इस प्रकार की मिश्रित दीवारों को डिजाइन करना एक बहुत ही सामान्य प्रथा है और इसलिए यदि मैं मान लूं कि इस पहली दीवार की लंबाई L1 है दूसरी दीवार की लंबाई L2 है तीसरी दीवार की लंबाई L3 है और यदि मेरे पास है तो हम कहें गर्म फ्लूअड पदार्थ जो पहली दीवार के सामने बह रहा है और एक ठंडा फ्लूअड है जो तीसरी दीवार के पीछे बह रहा है और यदि गर्म फ्लूअड का तापमान T इन्फिनिटी 1 देखा जाता है और यदि न्यूटन सिद्धांत कूलिंग के लिए ऊष्मा परिवहन गुणांक h 1 है और यदि यह T इन्फिनिटी 2 और h 2 है और मैं अब तापमान T 1 T 2 T 3 और T 4 निर्दिष्ट कर सकता हूं इसलिए मैं वास्तव में न्यूनतम प्रयास के साथ प्रतिरोध नेटवर्क को आसानी से पढ़ और आकर्षित कर सकता हूं तो कितने प्रतिरोध हैं 5 है ना तो हमारे पास 5 प्रतिरोध हैं पहला प्रतिरोध है जो परिवहन के लिए पेश किया जाता है गर्म फ्लूअड से पहले स्लैब तक ऊर्जा का परिवहन है तो वह 1 h1 गुणा A T1T2 है और यह L1k1A है T3 L2 k2A T4 L3 k3A है और यह T इन्फिनिटी है 2 और वह ऊष्मा की वह मात्रा है जिसे गर्म फ्लूअड से ठंडे फ्लूअड में ले जाया जा रहा है और वह है qx मुझे लगता है कि यहां रुकना एक अच्छा मुद्दा है तो अगले व्याख्यान में हम जो देखने जा रहे हैं वह है हमने कहा कि हम मानते हैं कि क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र स्थिर है तो हम एक विशिष्ट मामले से शुरू करने जा रहे हैं जहां अलग अलग क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र प्रणाली है और हम यह देखने जा रहे हैं कि समीकरण कैसे बदलने वाले हैं और तापमान वितरण कैसे बदलने वाला है वैसे बंद करने से पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु इस स्लैब में तापमान वितरण क्या होगा यह रैखिक है अभिव्यक्ति से बहुत स्पष्ट है तो यह रैखिक तापमान प्रोफ़ाइल है और यदि अलग अलग क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र है तो तापमान प्रोफ़ाइल क्या होगी और हम अन्य ज्यामिति को देखते हैं हमने यहाँ केवल कार्टीश़न निर्देशांकों को देखा हम रेडियल प्रणाली और अन्य निर्देशांक देखना शुरू करेंगे